हैलो और सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए इस पाठ्यक्रम में इस व्याख्यान में आपका स्वागत है तो पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने कन्फाइनमेंटकारावास की समस्या को देखा था इस व्याख्यान और अन्य व्याख्यानों में जो हम अनुसरण करते हैं वह एक नया विषय लेंगे जिसे विश्वसनीय निष्पादन वातावरण के रूप में जाना जाता है हम पहली बार इसकी शुरुआत करते हैं कि यह विशेष रूप से विश्वसनीय निष्पादन वातावरण कन्फाइनमेंट कारावास से कैसे भिन्न है इसलिए इस कारावास के साथ हमने कुछ इस तरह से देखा हमारे यहां एक प्रणाली थी और इस विशेष प्रणाली के भीतर हम एक विशेष कार्यक्रम चलाना चाहते थे और यह कार्यक्रम दुर्भावनापूर्ण हो सकता है इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यह विशेष कार्यक्रम एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित है इसलिए हम इस बात से शुरुआत करेंगे कि ट्रस्टेड एक्ज़ीक्यूशन एनवायरनमेंट किस तरह से परिभाषित किया गया है या उन विषयों पर जो हमने पिछले व्याख्यानों में पढ़े हैं कन्फाइनमेंटकारावास के साथ हमने इस तरह की प्रणाली पर विचार किया था हमने माना था कि हमारे पास प्रणाली है और इस प्रणाली में हम एक कार्यक्रम चलाना चाहते हैं जो दुर्भावनापूर्ण हो सकता है इसलिए हमने कई तकनीकों जैसे कि कम से कम विशेषाधिकार या OKWS के माध्यम से क्या किया या सॉफ्टवेयर दोष अलगाव हमने सीमित क्षेत्रों को बनाया था जो संभवतः दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों को निष्पादित करते थे इसलिए सीमित क्षेत्रों ने जो हासिल किया वह यह था कि कोई भी दुर्व्यवहार हमेशा इस कन्फाइनमेंट तक ही सीमित रहता है अब यह विश्वसनीय निष्पादन पर्यावरण से बहुत अलग है जहां हम वास्तव में इस के उलटा देखते हैं विश्वसनीय निष्पादन पर्यावरण के साथ हमारे पास एक बहुत संवेदनशील कार्यक्रम है जिसे हम चलाना चाहते हैं यह इतना संवेदनशील है कि हम इस प्रणाली पर भरोसा भी नहीं करते हैं कि यह चल रहा है इसलिए दूसरे शब्दों में जो हम वास्तव में इन व्याख्यानों में चर्चा करते हैं वह यह है कि हमारे पास एक बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम है और आप इस संवेदनशील कार्यक्रम पर विचार कर सकते हैं उदाहरण के लिए बैंकिंग एप्लिकेशन या यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण डेटा का एन्क्रिप्शन करना चाहता है और हम वास्तव में चलाना चाहते हैं यह विशेष कार्यक्रम जो अविश्वास में है इसलिए उदाहरण के लिए आपके पास एक मैलवेयर या आपके सिस्टम में चल रहे किसी अन्य दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशन हो सकते हैं जिसने पूरे सिस्टम से समझौता किया है अब आपके सिस्टम पर चल रहे इन सभी दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों के बावजूद हम बिना किसी जानकारी के नुकसान के बिना अपना संवेदनशील कार्यक्रम चलाना चाहेंगे इस अविश्वसनीय प्रणाली के बावजूद हम अपने संवेदनशील कार्यक्रम को सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से चलाना चाहते हैं समस्या का मूल रिंग आर्किटेक्चर है जिसे सभी प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अपनाया जाता है उदाहरण के लिए X86 रिंग आर्किटेक्चर इस में कई रिंग होते हैं रिंग 0 से रिंग 3 तक ऑपरेटिंग सिस्टम रिंग 0 में चलता है जो विशेषाधिकार प्राप्त कोड है और यह विभिन्न अनुप्रयोगों को चलाने के लिए एक वातावरण बनाता है तो सभी एप्लिकेशन रिंग 3 में चल रहे हैं अब पूरे सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि विशेषाधिकार प्राप्त कोड या ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य सभी एप्लिकेशन की मेमोरी और डेटा तक पहुंचने में सक्षम हो हालाँकि एक अनुप्रयोग को किसी अन्य अनुप्रयोग से अलग किया जाता है जो एक अनुप्रयोग है जो किसी अन्य अनुप्रयोग के डेटा का आह्वान या एक्सेस नहीं कर सकता है इन प्रतिबंधों को वर्चुअल मेमोरी और पेज टेबल सेटिंग द्वारा लागू किया जाता है जबकि अनुप्रयोगों और विशेषाधिकार प्राप्त कोड के बीच विभाजन रिंग आर्किटेक्चर द्वारा प्राप्त किया जाता है अब समस्या तब होती है जब इन अनुप्रयोगों में से एक दुर्भावनापूर्ण हो जाता है और ऑपरेशन सिस्टम या विशेषाधिकार प्राप्त कोड में बग ढूंढता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से समझौता कर लेता है इसलिए यह बहुत बार होता है जो हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए इस कार्यक्रम के लिए दुर्भावनापूर्ण है यह ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बग पाया गया है और इसने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण और शोषण किया है अब यहाँ समस्या यह है कि चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है और उस सिस्टम में मौजूद सभी एप्लिकेशन की निगरानी या संशोधन कर सकता है ओएस या विशेषाधिकार प्राप्त कोड से समझौता किए जाने का परिणाम यह है कि उस प्रणाली में मौजूद अन्य सभी एप्लिकेशन भी समझौता करेंगे दूसरे शब्द में पूरी प्रणाली से समझौता किया जाता है तो यह मूल समस्या है आज की प्रणाली मैं और इसलिए इस समस्या को हल करना जहां आप सिस्टम में एक संवेदनशील अनुप्रयोग चलाते हैं इसके बावजूद एक समझौता किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम बेहद कठिन है अब एक और संभावित हमले का परिदृश्य आक्रामक हमले के कारण है इसलिए यहां पर जो हुआ वह यह है कि हमलावर प्रोसेसर आईसी को डी पैकेज करने में सक्षम हो सकते हैं और आईसी के भीतर आंतरिक संकेतों की निगरानी करने में सक्षम होंगे उदाहरण के लिए यदि आप इन विशेष आंकड़ों को देखते हैं जहां आपके पास सीपीयू मेमोरी और विभिन्न इनपुट आउटपुट हैं और वे सभी समान डेटा और एड्रेस बस साझा करते हैं एक बहुत ही विशिष्ट इनवेसिव हमले में क्या होगा कि हमलावर एड्रेस बस और डेटा बस की निगरानी कर सकेगा और इस तरह से प्रोसेसर में निष्पादित होने वाली संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर सकता है तो एक और हालिया हमला है कोल्ड बूट अटैक इसलिए यह विशेष हमला इस तथ्य का उपयोग करता है कि मेमोरी डी रैम या डायनेमिक रैम से बनी हुई है और डी रैम में मूलभूत घटक कैपेसिटर है अब कैपेसिटर संधारित्र चार्ज रखता है और यह इंगित करने के लिए उस विशेष मेमोरी बिट में 1 मौजूद होता है या जब 0 उस विशेष बिट में मौजूद होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है अब यहाँ समस्या यह है कि लोगों ने पाया है कि जब भी बिजली इस कैपेसिटर की स्थिति को बंद कर दिया जाता है या इनमें से कई कैपेसिटर अभी भी कुछ समय के लिए हिरासत में रहते हैं इसलिए शोधकर्ताओं ने जो करने में सक्षम किया है वह वास्तव में एक डी रैम चिप को एक सिस्टम प्लग से दूसरे सिस्टम में लेने और फिर उस विशेष डी रैम को स्कैन करने और उस डी रैम की सभी सामग्री को पढ़ने के लिए है चूंकि डी रैम सामग्री का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपलब्ध है डी रैम में मौजूद बहुत सारी जानकारी हमलावर द्वारा पुनर्प्राप्त की जा सकती है हम जो व्याख्यान देते हैं उसमें हम भरोसेमंद निष्पादन वातावरण को देख रहे हैं जो इस प्रकार के हमलों को संभाल सकता है इसलिए एक विशिष्ट विश्वसनीय निष्पादन वातावरण में हम मानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ही समझौता किया जाता है और इस प्रकार पूरी प्रणाली से समझौता किया जा सकता है इसके बावजूद हम जो चाहते हैं वह एक विश्वसनीय निष्पादन वातावरण प्रदान करेगा एक ऐसा वातावरण है जहां आप ओएस से समझौता किए जाने के बावजूद संवेदनशील अनुप्रयोग चला सकते हैं इसलिए हाल के वर्षों में विश्वसनीय निष्पादन वातावरण काफी सामान्य हो रहा है और कई डोमेन में विभिन्न अनुप्रयोगों को एम्बेडेड सिस्टम से लेकर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग तक पाया जा रहा है इंटेल और एएमडी दोनों ने वास्तव में प्रोसेसर के लिए विश्वसनीय निष्पादन वातावरण बनाया है और हमारे बाद के व्याख्यान में हम इंटेल के एसजीएक्स को देख रहे हैं जो इंटेल का विश्वसनीय निष्पादन वातावरण है जहां पूरे सिस्टम के अविश्वास के बावजूद संवेदनशील कोड चलाने के लिए एन्क्लेव बनाए जाते हैं एम्बेडेड वर्ल्ड आर्म में इस ट्रस्ट ज़ून आर्किटेक्चर को पेश किया गया है जो कि ट्रस्टेड एक्ज़ीक्यूशन एनवायरनमेंट के लिए है जो एक ही चीज़ को प्राप्त कर सकता है इसलिए बाकी व्याख्यान में हम पहले एआरएम ट्रस्टज़ोन को देखेंगे और फिर हम इंटेल एसजीएक्स को देखेंगे धन्यवाद